अब हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के परिचय को जारी रखेंगे यह दूसरा भाग और पिछले एक की निरंतरता होगी इसलिए हम मूल विषयों को कवर करेंगे आर्डिनो में ऑपरेटर्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूप्स अरेज स्ट्रिंग्स द मैथमेटिक्स लाइब्रेरी रेंडम नंबर इंटरपट्स और एग्जांपल प्रोग्राम जो पिछले की तुलना में थोड़ा जटिल होंगे तो सामान्य ऑपरेटरों के रूप में सामान्य C C या पायथन प्रोग्रामिंग या अन्य भाषाएं आपके पास बेसिक इक्वल टू प्लस माइनस गुणा डिवीजन मॉड्यूल डिवीजन ऑपरेटर हैं फिर तुलना ऑपरेटर हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर दैन और सभी ऑपरेटर फिर हमारे पास बूलियन ऑपरेटर बिटवाइज़ ऑपरेटर और कंपाउंड ऑपरेटर हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर चलते हुए ये मूल रूप से विभिन्न जाँच और लूपिंग भागों को कवर करेंगे इसलिए एक सामान्य आर्डिनो में इफ एल्स स्टेटमेंट तो हम इफ स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं तो यदि आपके पास एक कंडीशन है और इस करली ब्रेसिज़ के भीतर यदि स्टेटमेंट कंडीशन सही है इफ एल्स यदि कोई अन्य स्टेटमेंट कंडीशन सही है या एल्स यदि उपरोक्त स्टेटमेंट्स में से कोई भी सही नहीं है तो यह लूप स्विच केस को आगे बढ़ाएगा आपके पास स्विच और विकल्प हैं आपके पास केस विकल्प 1 और स्टेटमेंट है और फिर प्रत्येक केस के बाद एक ब्रेक फ़ंक्शन तो केस विकल्प 2 स्टेटमेंट 2 है फिर एक ब्रेक और इसी तरह और अंत में आपके पास एक डिफ़ॉल्ट केस है उसके बाद हमारे पास फिर से एक ब्रेक फ़ंक्शन है फिर आपके पास एक कंडीशनल ऑपरेटर है और हम आर्डिनो में इन जैसे कंडीशनल ऑपरेटरों का उपयोग करने से बचेंगे तो यह कंडीशन है अगर यह सच है यह स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा एल्स यह स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा इस प्रकार के स्टेटमेंट ऑपरेटरों से आर्डिनो प्रोग्रामिंग के दौरान अच्छे से बचा जा सकता है तो लूप में आपके पास लूप के लिए बेसिक है तो आपके पास व्हाईल लूप है आपके पास एक डू व्हाईल लूप है ये बहुत सामान्य उदाहरण हैं आपके पास एक नेस्टेड लूप है जो दूसरे लूप के अंदर एक लूप है आप एक दूसरे के अंदर कई नेस्टेड लूप हो सकते हैं तो आपके पास एक इन्फिनेट लूप है इसलिए उदाहरण के लिए एक इन्फिनेट लूप को चलाने के लिए आपको बस जरूरत है आप एक ऐसी सिस्टम विकसित करें जिसमें आपको प्रकाश या एक LED या किसी अन्य डिवाइस को ऑन और ऑफ करने की आवश्यकता हो इन्फिनेटली जब तक कि आपके सिस्टम पर डिवाइस चेक कर रहे हों इसलिए पिछले लेक्चर से याद करें जो मैंने ब्लिंकिंग LED उदाहरण दिखाया था तो आप देख सकते हैं कि यदि आप इसे इन्फिनेट लूप के अंदर डालते हैं जब तक कि आर्डिनो बोर्ड संचालित होता है यह ब्लिंकिंग पर रहेगा तो आपके फंक्शंस को और अधिक जटिल बनाया जा सकता है LED के बजाय आपके पास मोटर हो सकते हैं मोटर्स के बजाय आपके पास वास्तव में मोटरों पर कैमरे लगे हो सकते हैं और वे घूमते रहते हैं आपके पास सेंसर की एक भीड़ हो सकती है जो कैमरों और मोटर्स के साथ इंटरफेस है इसलिए उदाहरण के लिए आप सुरक्षा सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जो तब तक चलती रहेंगी जब तक आपका प्रोसेसर बोर्ड ठीक है और बिजली की आपूर्ति की जा रही है आप इसके लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए हमेशा बैटरी की आपूर्ति से जुड़े रह सकते हैं फिर आपके पास अरेज हैं अरेज होमोजेनियस डेटा प्रकार वाले एलिमेंट्स का संग्रह है और जो एडजेसेंट मेमरी लोकेशन में संग्रहीत हैं आर्डिनो में कन्वेंशनल शुरुआती इंडेक्स 0 है तो अरेज की डिक्लेरेशन आप बस डेटा प्रकार के साथ शुरू करते हैं हो सकता है कि यह इंटीचर्स की अरेज हो इसलिए इंट अरे नाम और साइज उदाहरण के लिए इंट अरे यह एक वेरिएबल नाम are5 है यह आपके अरे के लिए पांच रिक्त स्थान आवंटित करेगा फिर आप एक वैकल्पिक डिक्लेरेशन कर सकते हैं मान लीजिए कि इंट अरे और यह ब्लैंक ब्रैकेट के बराबर इस करली ब्रेसिज़ के भीतर आपके पास 0 1 2 3 4 है तो ये स्वतः ही इस अरे में स्टोर हो जाएंगे फिर फिर से आपने एक 5 दर्ज किया है आप सिर्फ तीन वेरिएबल इसमें डाल सकते हैं इस अरे के अंदर तीन वैल्यू और शेष बाद के उपयोग के लिए ब्लैंक रखे जाएंगे आप वो भी भर सकते हैं फिर आपके पास पिछले वाले के समान ही मल्टी डाइमेंशनल अरे डिक्लेरेशन हैं आपके पास डेटा टाइप है फिर अरे नेम है फिर डाइमेंशन पहले डाइमेंशन के लिए n1 n2 n3 होने दें इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप एक इमेज के लिए एक अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं जो सामान्य रूप से सामान्य rgb इमेज है तो आपके पास तीन चैनल हैं लाल हरा और नीला तो प्रत्येक इमेज में 2D स्ट्रक्चर्स रोज और कॉलम्स होंगे और प्रत्येक r g और b के लिए एक डेप्थ होगी इसलिए शायद उन प्रकार के डेटा के लिए हमारे पास इंट अरे रो और कॉलम हाइट है तो फिर स्ट्रिंग पर चलते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की एक अरे है जहां नल के साथ टर्मिनेशन डिक्लेरेशन होती है कैर कैर स्ट्रिंग का उपयोग होता है यहाँ str अरे है तो abcd इसलिए इसे str char str 4 में स्टोर किया जाता है और आप अलग अलग रूप से प्रत्येक id का उपयोग कर सकते हैं आप A B C या शायद 0 को स्टोर कर सकते हैं इसलिए यदि आप अलग अलग स्थानों में व्यक्तिगत रूप से स्टोर करना चाहते हैं तो उसी स्थान का उपयोग कर सकते हैं क्षमा करें यदि आप इसे स्टोर करते रहते हैं तो उसी स्थान पर आएगा अंतिम एक अंतिम कैरेक्टर होगा जिसे स्टोर किया जाएगा और उसे अपडेट किया जाएगा और अन्य को ओवरराइट कर दिया जाएगा यदि आप अलग अलग स्थानों में स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे स्ट्रिंग 0 से str1 str2 str3 इत्यादि से बदल सकते हैं तो आपके पास इन स्थानों पर लगातार A B C 0 होगा एक और चीज आपके पास डेटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकते हैं तो स्ट्रिंग str "ABC" आपको ABC देगा सभी एक साथ आपको अलग अलग स्थानों में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है तो यह आर्डिनो का उपयोग करने के लाभों में से एक है तो स्ट्रिंग के कुछ सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले फंक्शंस तो स्ट्रिंग टू अपर केस पॉइंट टू अपर केस T U और C कैप हैं इसलिए इसे कड़ाई से पालन करना होगा क्योंकि यह सिंटैक्स का हिस्सा है तो यह स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अप्परकेस में बदल देता है और फिर आपके पास स्ट्रिंग strreplace स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है इसलिए स्ट्रिंग 1 यदि यह str का उप स्ट्रिंग है तो इसे str 2 से बदल दिया जाएगा फिर str length यह नल कैरेक्टर पर विचार किए बिना स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है फिर एक और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लाइब्रेरी गणित लाइब्रेरी है गणित फंक्शंस को लागू करने के लिए mathh हैडर को शुरू में कॉल किया जाना चाहिए अन्यथा आप इन फंक्शंस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कुछ सामान्य फ़ंक्शन कॉस हैं जो डबल रेडियन में हैं और sin टैन फ्लोटिंग एब्स फब्स राइट फ्लोटिंग मॉड हैं तो डबल वैल्यू 1 और डबल वैल्यू 2 इसलिए आपके पास दो वैल्यूज हैं और f mod आपको मॉड्यूलर डिवीजन देगा और परिणाम पॉइंट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा फिर गणित के लाइब्रेरी के साथ जारी रखने के बाद आपके पास exp है जो एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन को दर्शाता है आपके पास लॉग फ़ंक्शन है यह वैल्यू का नेशनल लोगरिथम देगा फिर आपके पास लॉग 10 है फिर आपके पास स्क्वायर फ़ंक्शन पावर फ़ंक्शन है पहला अरगुमेंट बेस है दूसरा अरगुमेंट पावर को दर्शाता है फिर एक और आमतौर पर इस्तेमाल किया गया उदाहरण रेंडम नंबर है तो इस रेंडम नंबर के फंक्शंस में से एक रेंडम सीड है तो सिंटैक्स रेंडम सीड S कैपिटल है आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह आर्डिनो के लिए इनबिल्ट सिंटैक्स है तो randomSeed यह सीड वैल्यू v के साथ सूडो रेंडम नंबर जनरेटर को रीसेट करता है तो आप पहले से ही सीड वैल्यू प्रारंभिक पॉइंट है जहां से रेंडम नंबर इसके फ़ंक्शन को प्रारंभ करेगी तो आपने एक प्रारंभिक वैल्यू दिया उसमें से रेंडम नंबर उत्पन्न होगी फिर रेंडममैक्सी 0 से अधिकतम सीमा के भीतर रेंडम नंबर देता है फिर आपके पास रेंडममिनी मैक्सी है और यह मिनी और मैक्स सीमा के भीतर रेंडम नंबर देता है फिर इंटरप्ट पर आगे बढ़ने पर आपके पास एक बाहरी सिग्नल इंटरप्ट होता है ये मूल रूप से एक बाहरी संकेत हैं जिसके लिए सिस्टम उस सिग्नल को प्राप्त करने तक मौजूदा रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक करता है तो मूल रूप से आपके पास दो प्रकार के इंटरप्ट हैं एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है तो मैं एक उदाहरण दूंगा मान लीजिए कि आप यहाँ एक लूप में हैं जो चेकिंग कंडीशन की प्रतीक्षा कर रहा है कि क्या चेकिंग कंडीशन सही है या नहीं और हो सकता है कि किसी बाहरी स्रोत से आपको यह चेकिंग कंडीशन मिल रही हो उदाहरण के लिए आपके पास एक बटन या एक आर्डिनो बोर्ड से जुड़ा एक डिजिटल स्विच है इसलिए जब भी आप उस स्विच को दबाएंगे तो आपका सिस्टम एक LED को ब्लिंक करेगा अन्यथा यह LED को बंद रखेगा तो यह एक आंशिक रूप से इंटरप्ट माना जा सकता है एक इंटरप्ट के रूप में माना जाता है तो यह एक बाहरी इंटरप्ट होगा इसलिए जैसा कि आप डिजिटल पिन को इंटरप्ट करने के लिए देख सकते हैं और फिर पिन नंबर यह वास्तव में उस डिजिटल पिन को विशिष्ट इंटरप्ट नंबर में बदल देता है फिर इंटरप्ट करने के लिए डिजिटल इंटरप्ट पिन संलग्न करें फिर पिन फिर ISR फिर मोड तो isr को मूल रूप से एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन के रूप में जाना जाता है इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना है तो ये कुछ अधिक जटिल फंक्शन हैं इसलिए हम इन इंटरप्टशंस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे अन्य जटिलताएँ हम इसे यथासंभव आसान रखने की कोशिश करेंगे इसलिए हम इस लेक्चर के भीतर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे हम एक बुनियादी अल्पविकसित यातायात नियंत्रण प्रणाली को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हमें आर्डिनो बोर्ड की जरूरत है तीन अलग अलग LED कुछ रजिस्टर शायद 220 ओम या 330 ओम और ब्रेडबोर्ड पर विभिन्न कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिंग जम्पर तारों जैसा कि आप पिछले से देख सकते हैं जैसा कि आप पिछले उदाहरण से याद करते हैं हमने आर्डिनो बोर्ड के साथ एक LED कनेक्ट किया एक ही प्रक्रिया को अलग अलग रंगीन LED और अलग अलग पिनों का उपयोग करके तीन बार दोहराना पड़ता है तो पिछले उदाहरण में हमने LED को पिन 12 से जोड़ा है इसलिए शायद इस उदाहरण में हम पिन 2 3 और 4 को साइड बाय साइड जोड़ेंगे तो यह नमूना स्केच है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉइड सेटअप का उपयोग करने की कोशिश की गई है हम विश्व स्तर पर कुछ वेल्यू int r 2 को परिभाषित करते हैं मूल रूप से हम तीन रंगों r g और b को ले रहे हैं हम b नहीं दे रहे हैं हमने y लिखा है तो r g और y लाल हरे और पीले इसलिए विश्व स्तर पर हम r को 2 के बराबर इंटीजर के रूप में परिभाषित कर रहे हैं g को 3 के बराबर y को 4 के बराबर वॉइड सेटअप के भीतर हम सीरियल पोर्ट को 9600 बॉड रेट पर शुरू करते हैं फिर पिन मोड जिसे हम r और आउटपुट लिखते हैं तो जैसा कि आप याद कर सकते हैं कि पहले एक आर्डिनो डिवाइस पर वास्तविक पिन था और दूसरा एक इनपुट या आउटपुट मोड था इसलिए चूंकि आप LED कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए जाहिर तौर पर इसे आउटपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो r को विश्व स्तर पर 2 के रूप में सौंपा गया था इसलिए यह 2 और आउटपुट होगा तो यह 2 पिन करने के लिए अनुवाद करता है आउटपुट के रूप में काम करेगा और फिर digitalWrite r लो इसलिए यह फ़ंक्शन प्रारंभ में पिन 2 को 0 का वैल्यू निर्धारित करेगा इसलिए इसे चालू किया जाएगा वही प्रक्रिया पिन 3 और पिन 4 के लिए दोहराई जाती है जो हरे और पीले LED से जुड़ी होती है अब हम फंक्शन ट्रैफिक को परिभाषित करते हैं तो डेटा प्रकार जिसे आपने वॉइड के रूप में दिया है इसलिए वॉइड ट्रैफ़िक हम डिजिट करते हैं इसलिए digitalWrite g हाई जो कि g को पिन 3 के रूप में परिभाषित किया गया था इसलिए यहाँ पिन 3 हाई हो जाता है फिर सीरियल पोर्ट के ऊपर सीरियल हो जाता है हम चलते चलते हरे रंग की LED प्रिंट करते हैं इसलिए चूंकि यह एक ट्रैफिक सिग्नल का अनुकरण करता है आपके पास हरे रंग से चिह्नित एक गो संकेत होगा एक स्टॉप सिग्नल जिसे लाल रंग से चिह्नित किया गया है और एक पीला द्वारा वेट सिग्नल इंगित है इसलिए हरे रंग की LED जब यह चालू होता है यह गो दर्शाता है यह सीरियल पोर्ट पर प्रिंट किया जाएगा आप सभी स्पष्ट रूप से इसे कमेंट कर सकते हैं फिर हम 5 सेकंड की देरी के लिए इस कमांड डिले 5000 का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आपको पिछले उदाहरण से याद है तो डिले मिलीसेकंड के रूप में एक इनपुट लेता है एक और बात यह डबल स्लैश यह कैरेक्टर को कमेंट करने को दर्शाता है इसलिए जब भी आप एक स्टेटमेंट के सामने डालते हैं तो यह एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन को छोड़ देगा अगला हम digitalWrite g लो पर जाते हैं इसलिए फिजिकली जो कुछ भी हो रहा है वह लूप की शुरुआत में है आपके पास ग्रीन सिग्नल चमक रहा है और फिर 5 सेकंड की देरी के बाद ग्रीन सिग्नल बंद है फिर पीला सिग्नल हाई हो जाता है तो अपने प्रिंट फिर से हरे रंग की LED बंद पीले LED ऑन तो स्टेटस वेट है फिर 5 सेकंड की डिले फिर उसके बाद digitalWrite y या येलो लो और digitalWrite r हाई के रूप में तो आपका वेट सिग्नल बंद हो जाएगा और स्टॉप सिग्नल हाई हो जाएगा सीरियल पोर्ट पर वही चीज़ प्रिंट की जाती है फिर आपको 5 सेकंड की डिले होती है फिर digitalWrite r को लो किया जाएगा अब आपके पास सभी तीन LED बंद हो गए हैं और आप इस वॉइड लूप के भीतर सभी सीरियली रूप से प्रिंट आउट कर देते हैं आप इसको ट्रैफ़िक फ़ंक्शन कॉल करते हैं इसलिए यह ट्रैफ़िक पुन पुन चलने लगेगा जब तक कि आपका डिवाइस पावर्ड होता है और यदि 10000 के डिले को 10 सेकंड कहा जाता है तो आपका ट्रैफ़िक सिग्नल लूप एक बार चलेगा और फिर 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा फिर यह पूरा लूप करेगा एक बार फिर और यह जारी रहेगा इसलिए जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं LED क्रमिक रूप से चमक रहे हैं हम हैंडसॉन पर उस पर आ जाएंगे विभिन्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रिंटेड होते हैं अब यदि आप सर्किट भाग में वापस आते हैं तो आप मेरे द्वारा दिखाए गए कोड को देख सकते हैं मैंने पहले से ही कोड तैयार कर लिया है मैंने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट किया है तो मेरे पास तीन अलग अलग रंग के LED लाल हरे और पीले हैं मेरे पास तीन 330 ओम रजिस्टर हैं मेरे पास आर्डिनो UNO है और मेरे पास एक ब्रेड बोर्ड है मैं इसे क्रमिक रूप से हरे पीले लाल को जोड़ूंगा आपको इस सम्मेलन को हमेशा याद रखना चाहिए कि छोटा पिन ग्राउंड के लिए है लंबा पिन पॉजिटिव सिग्नल के लिए है तो चलिए फिर से जाँचते हैं कि यह पंक्ति ग्राउंड है चूंकि पीला ठीक से जुड़ा हुआ है इसलिए हरा ठीक से जुड़ा हुआ है अब प्रत्येक LED में हम एक रजिस्टर डालेंगे 330 ओम रजिस्टर ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले ये चैनल फ्यूज हो जाते हैं तो मुझे केवल एक सिग्नल की आवश्यकता होगी आर्डिनो से जुड़ने के लिए एक सिग्नल यह नेगेटिव पार्ट ग्राउंड से जुड़ जाएगा अब यदि आपको याद है कि ग्रीन पिन 3 से जुड़ा था तो कोड में ग्रीन को पिन 3 सौंपा गया था पिन 2 को लाल और पीले को पिन 4 सौंपा गया था इसलिए अब हमारे पास हमारे कनेक्शन तैयार हैं तो r g और y के लिए तीन तार और ग्राउंड के लिए एक अब यदि आप फिर से कोड के माध्यम से जाते हैं तो आपने विश्व स्तर पर r को पिन 2 g को पिन 3 और y को पिन 4 के रूप में घोषित किया है इसलिए हमें ब्रेडबोर्ड पर लागू किया गया है फिर बॉड दर से शुरू होने वाला सीरियल पोर्ट 9600 पिन मोड है r g और y आउटपुट डिजिटल राइट r g और y लो है जो शुरू में बहुत शुरुआत में है सब कुछ ऑफ हो जाएगा और वॉइड ट्रैफ़िक के भीतर आप हरे रंग से शुरू करके फिर पीले फिर लाल एक समय में प्रत्येक LED स्विच ऑन करते हैं तो यह मूल रूप से एक ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है वही है इसलिए हम इस कोड को कंपाइल करेंगे आप देख सकते हैं कि कोड को बिना किसी त्रुटि के कंपाइल किया गया है मैं जांच करूंगा कि मेरा बोर्ड जुड़ा है या नहीं हाँ यह आर्डिनो UNO पोर्ट है इसलिए बोर्ड और पोर्ट ठीक हैं हम कोड या स्केच अपलोड करेंगे अब अपलोडिंग भाग पूरा हो गया है इसलिए यदि आप आर्डिनो बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रीसेट बटन है तो यह पहले से ही एक लूप में प्रवेश कर चुका है तो हम रीसेट बटन को पुश करेंगे ताकि कोड एग्जीक्यूशन बहुत शुरुआत से शुरू हो आप देखते हैं कि हरे रंग की LED 5 सेकंड के लिए चमकती है उसके बाद पीले रंग की 5 सेकंड के लिए फिर से चमक जाएगी और फिर यह लाल रंग की 5 सेकंड के लिए चमकती है तीनों बंद हो गए वॉइड ट्रैफ़िक लूप में फिर से जाने से पहले यह 10 सेकंड तक प्रतीक्षा करेगा अब वही बात अगर आप सीरियल मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हरे रंग की LED ऑन है गो ग्रीन ऑफ पीला प्रतीक्षा में है अब यलो ऑफ रेड स्टॉप पे राइट तो अब सब कुछ ऑफ है तो यह 10 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करेगा फिर हरे रंग की LED से फिर से लूप शुरू होता है तो इस ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के लिए वास्तव में एक सीरियल कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन डिबगिंग के लिए मैं वास्तव में इस चीज को पसंद करता हूं इसलिए आप वास्तव में जब आप अपने सिस्टम को PC से कनेक्ट करते हैं तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि आपके कोड या हार्डवेयर के लूप का कौन सा भाग एग्जीक्यूट हो रहा है तो यह आपके कोड को प्रभावी ढंग से डिबग करने में आपकी मदद करता है तो अब के लिए बस इतना ही ठीक है